पाठ्यक्रम के पहले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है यदि आपने वास्तव में प्रश्नों को देखा है और उन्हें हल करने का प्रयास किया है तो उन्हें आप अब तकजोकुछ भीसीखा है उसके रिवीजन के रूप में देख सकते हैं अब तक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग व एटॉमिक ऑर्बिटल की कुछ मूलभूत बातें और विभिन्न अणुओं की संरचनाएं सीखी हैं लेकिन मेरा मानना है कि हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए ताकिहम आगे अच्छी तरह से बढ़ सके तो अब हम वास्तविक पाठ्यक्रम सामग्री की ओर बढ़ते हैं तो अब हम ऐसे प्रश्नों से जल्दी निजात पा सकते हैं यहाँ पहला प्रश्न अणु में प्रत्येक परमाणु के हाइब्रिडाइजेशन की पहचान करने के बारे में बात करता है यह प्रत्येक परमाणु के चारों ओर ज्यामिति की पहचान करने के बारे में भी बात करता है और यहां आपको पहचानने के लिए कहां गया है कि कौन से ऑर्बिटल में लोन पेयर स्थित है तो अब हम पहले अणु से शुरू करते हैं जो यहां निकोटीन है और जो हमारे यहां पर हैहम कार्बन के साथ शुरू करते हैं तो यहां पर सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे डबल बांडेड हैं ठीक है वे तीन सिग्मा बॉन्ड और pi बॉन्ड का गठन कर रहे हैं अब तीसरा सिग्मा बॉन्ड वास्तव में दिखाई नहीं दे सकता है लेकिन यह वहीं हैहम हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं जैसा कि हमने पहले ही देखा था तो यह 3 सिग्मा और pi बॉन्ड बना रहा है और यह सsp2 हाइब्रिड हैइसलिए ये सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं क्या यहां कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इसका जवाब है हाँ मेरे पास यहां 3 कार्बन है और यहाँ यह चौथा कार्बन है और फिर यह मिथाइल समूह तो यहाँ ये सभी कार्बन जो हरे रंग के हैं वे sp3 हाइब्रिडाइजेशनबना रहे हैंक्योंकि वे 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ठीक है अब यह सवाल उठता है कि यहां कौन सा अन्य तत्व वास्तव मेंsp3हाइब्रिडाइज्ड है तो अब इसअणु में दो नाइट्रोजन हैं इनमें से एक नाइट्रोजन यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड 1 pi बॉन्ड बना रहा है और उसके पास एक लोन पेयर है जबकि इस विशेष नाइट्रोजन के पास यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर हैं जैसा कि आप इस विशेष नाइट्रोजन को देख सकते हैं अन्य नाइट्रोजन जो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर बना रहा है यह स्थिति 4 सिग्मा बॉन्ड होने के समान है तो आप देख सकते हैं कि यहsp3हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन हमें आसान तरीका नहीं अपनाना है हर बार जबआप3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि नाइट्रोजन sp3हाइब्रिडाइज्ड हो हम कुछ उदाहरण देख सकते हैंआगे मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूं जहांऐसानहीं है लेकिन अभी अगर आप वास्तव में इस नाइट्रोजन को देखते हैंयह लोन पेयर उस नाइट्रोजन पर जुड़ा है यह चारों ओर नहीं घूम सकता क्योंकि यह दो अन्य sp3हाइब्रिडाइज्ड परमाणुओं से जुड़ा है जब ऐसा होता है तो आप आवश्यक ही कह सकते हैं कि नाइट्रोजनsp3हाइब्रिडाइज्ड है तोयहsp3हाइब्रिडाइज्ड है जबकि है जो डबल बांडेड है वास्तव में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ठीक है अतः अब हमने अणु में प्रत्येक परमाणु के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दियाहै अब प्रश्न का दूसरा भाग प्रत्येक परमाणु केचारों ओरज्यामिति की पहचान के बारे में बात करता है औरजैसा कि हम जानते हैं कि sp2हाइब्रिडाइज्ड केंद्र ट्राइगोनल प्लेनर होते हैंउनके पास120डिग्री बॉन्ड कोण है और उनके ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड हैंजबकिsp3 हाइब्रिडाइजेशनटेट्राहेड्रल होता है व बॉन्ड एंगल 1095 डिग्री तो हमें इसकी ज्यामिति के बारे में पता है ठीक है अब हम उस ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं जिसमें लोन पेयर है ठीक है तो आइए sp3हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन को देखें अब इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2b3है यह दिखाने के लिए कि यहsp3हाइब्रिडाइजेशनकरता हैइन इलेक्ट्रॉनों में से एक को हटाएं ठीक है इसलिए यह एक्साइटिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाता है और फिर हमने इन तीन p ऑर्बिटल्सऔरs ऑर्बिटल्स में से एक कोमिलाकरवास्तव में 4 sp3हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएतोसिद्धांतयही कहता है तो इस sp3हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन केलिए लोन पेयर sp3ऑर्बिटलमें रहता है यह वास्तव में आसान है अब हम कठिन हिस्से में जाते हैंअब हम डबल बांडेड नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं और यह पता लगाते हैं कि लोन पेयर कहां पर है तो अब हम इसके बारे में पता लगाने के लिए इसके लिए sp2हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन केबारे में बात करने जा रहे हैं हमारे पास 1s2 2s2 2p3 है जो कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैफिर जैसे कि हमने बात की हम इन इलेक्ट्रॉनों में से एक को स्थानांतरित करके एक्साइटिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जाते हैं और अब आपकोsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए आपको s ऑर्बिटल में से एक और p ऑर्बिटल्स में से दो ऑर्बिटल्स कोमिलाना होगा यदि आप इस विशेष नाइट्रोजन को देखते हैं तो यह 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है अब सिग्मा बॉन्ड आमतौर पर तब बनते हैं जब आपके पास उच्च s करैक्टर होता है क्योंकि इसमें बेहतर ओवरलैप होता है तो s करैक्टर सिग्मा बॉन्ड को जन्म देता है इसलिए जब आपके पास ये 2 सिग्मा बॉन्ड हैं तो आप कह सकते हैं कि 2 ऑर्बिटल्सsp2हाइब्रिडाइज्ड हैं सवाल यह है कि क्या लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या क्या लोन पेयर वास्तव में p ऑर्बिटल में है जो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है यदि आप वास्तव में इस विशेष अणु को देखते हैं और यदिआपअणुकी ज्यामिति को देखते हैं तो लोन पेयर ऐसा है कि यह अणु से दूर है यह अणु के प्लेन की दिशा में है लेकिन यहअणु सेदूरजा रहाहै इसलिए यदि यह यहाँ अणु है तो लोन पेयर अणु के प्लेन के बाहर की तरफ होता है तो लोन पेयर भी वास्तव में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्समें रहता हैठीक है तो नाइट्रोजन में 3 sp2हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्सहैं दो के साथ यह नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड बनाता है और तीसरे का उपयोग लोन पेयर बनाने के लिए किया जाता हैजबकि एक इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है वह अन्य कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाता है तो इस तरह यह कार्बन नाइट्रोजन ओवरलैप पाई बॉन्ड का निर्माण करता है तो यह sp2हाइब्रिडाइजेशन है लोन पेयर अब sp2हाइब्रिडाइजेशन में है और कार्बन नाइट्रोजन पाई बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है इसलिए जब इस परमाणु को हाइब्रिडाइजेशन करना है तो यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए s ऑर्बिटल में से एक और p में से दो ऑर्बिटल लेगा 1 इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा तोजरूरीनहींहैकि लोन पेयर हमेशा p ऑर्बिटल में होयह जरूरी नहीं है वास्तव में आपको अणुओं की ज्यामिति को देखना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके अब हम इस विशेष उदाहरण को देखते हैं यह डोपामाइन है डोपामाइन महत्वपूर्ण अणु है जो वास्तव में हमें खुश करता है इसलिए यह खुशी प्रदान करने वाला अणु है जो हमारेपासहै और यदि आप प्रत्येक परमाणु के हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं तो पहले उस पर चलते हैंयेसभीकार्बन डबल बांडेड हैं जो बेंजीन रिंग का एक हिस्सा हैं और sp2हाइब्रिडाइज्ड हैंठीक है बॉन्ड एंगल120 डिग्री है वे तीन सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड भी बना रहे हैं ये अन्य 2 कार्बन और यह नाइट्रोजन ये तीन परमाणुsp3हाइब्रिडाइज्ड हैं क्योंकि वे 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं नाइट्रोजन फिर से 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है इसलिए यह 4 सिग्मा बॉन्ड के समान है फिर से नाइट्रोजन का लोन पेयर उस नाइट्रोजन पर जुड़ा है यह इसे बगल के कार्बन को नहीं दे सकता हैइसलिए हम यह मान सकते हैं कि यहsp3हाइब्रिडाइज्ड है अब हम यहाँ ऑक्सीजन को देखते हैं यह मुश्किल हिस्सा है यदि आप इस विशेष ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऐसा लग सकता है कि यह 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और इसमें 2 लोन पेयर हैं ठीक है तो यहाँ ऑक्सीजन में 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हैंयदि आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं तो यह पानी के समान हैपानी में उस ऑक्सीजन पर 2 सिग्मा बॉन्ड भी हैं और एक लोन पेयर भी है लेकिन पानी के मामले में इसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड किया गया अब यहाँ मुश्किल हिस्सा है रेजोनेंस संरचना के बारे में सोचिए क्या लोन पेयर उस ऑक्सीजन पर बंधा है यदि उत्तर हाँ है तो ठीक है तो यह वास्तव मेंsp3हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन अगर यह नहीं हैयदि आप उस ऑक्सीजन से उस लोन पेयर को अगले परमाणु में स्थानांतरित कर सकते हैं और वास्तव में एक नई रेजोनेंस संरचना बना सकते हैं तो उस लोन पेयर को एक ऑर्बिटल में रहना होगा जिसे अगले परमाणु पर ले जाया जा सकता है जैसे कि अब हम इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं हमारे पास 1s2 2s2 2p4 केरूप में ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है अब मैं एक्साइटिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने जा रहा हूं और वह है 1s2 2s1कुछइस तरह से ठीक है अब असली सवाल यह उठता है कि जब ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन करता है तोवहचाहता है कि वह लोन पेयर ऐसा हो कि उसे बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों में रखा जा सकेक्योंकि हम स्पष्ट रूप से एक रेजोनेंस संरचना बना सकते हैं जिसमें कि OH रिंग के अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो यहाँ यहsp2हाइब्रिडाइज्डहो जाता है क्योंकि उस लोन पेयर को pऑर्बिटल में होना चाहिएजोकि रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है जिससे कि इसे आसानी से रिंग में दिया जा सकता है तो आपके पास 1s2 है अब मैं 2s और 2p पर जा रहा हूं लेकिन मैं s के 2 और p में से 1 ऑर्बिटल को जोड़कर sp2हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनानेजा रहा हूंऔर एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता इसलिए यह p ऑर्बिटल में रहता है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है जब आपके पास ये sp2हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनमें से एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा दूसरा कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा और लोन पेयर में से एक वास्तव में sp2हाइब्रिड ऑर्बिटल्समें रहेगा ठीक है लेकिन सभी में यदि आप वास्तव में ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं तो यहsp3 कीतरहनहीं हैभले ही ऑक्सीजन दो सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बना रहा है लेकिनयहsp3 कीतरहनहीं sp2 कीतरह है तो हमें केवल सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या को याद नहीं करना है बल्कि यह देखें कि क्या वह ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वास्तव में एकरेजोनेंससंरचना बना सकता है क्योंकि याद रखें कि रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा मौजूद होती है सही है ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजनएक समय मेंsp3 हाइब्रिडाइज्ड हैऔर जब यह रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो यहsp2हाइब्रिडाइज्डहो जाता है ऐसानहींहै क्योंकि अणु एक रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में मौजूद है तोएक रेजोनेंस हाइब्रिड केरूप में मौजूद होने के लिए उस ऑक्सीजन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होना होगा इसलिए जब आप इस तरह के सवाल हल कर रहे हों तो सावधान रहें अगला प्रश्न वास्तव में रेजोनेंस संरचनाओं और रेजोनेंस हाइब्रिडों को बनाने के बारे में बात करता है तो अब हम कुछ अणुओं और उनके रेजोनेंस संरचनाओं को बनाने का प्रयास करते हैं जब आप रेजोनेंस संरचनाओं को बनाने जा रहे हैं तो याद रखें कि आपको केवल पाई इलेक्ट्रॉनों या लोन पेयर या नकारात्मक चार्ज को स्थानांतरित करने की अनुमति है इसलिए इस मामले में मैं इस विशेष अणु की एक रेजोनेंस संरचना तैयार करने जा रहा हूं जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के साथ इस विशेष कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला है लेकिन याद रखें कि जैसे ही यह ऑक्सीजन उस कार्बन पर लोन पेयर को स्थानांतरित करता है विशेष कार्बन पहले से ही दूसरे कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बना रहा है और यह इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी को स्वीकार नहीं कर सकता है तोयह क्या करता है यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ता है और अगले कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो आपके पास यहां इस विशेष कार्बन पर एक नकारात्मक चार्ज है ठीक है हम इसे जारी रख सकते हैंयह लोन पेयर अबकार्बननंबर 2 और 3 केबीच एक बॉन्ड बना सकता है सही इसलिए अगर मैं 1234 में जाऊं तो लोन पेयर अब कार्बननंबर2 और 3 केबीच जा सकता है लेकिन कार्बन नंबर 3 पहले से हीइलेक्ट्रॉन की एक जोड़ीकोस्वीकारकरने केलिएएक डबल बॉन्ड बना रहा है यह वास्तव में 4 से अधिक बॉन्ड नहीं बन सकता है तो इसे एक बॉन्ड तोड़ना होगा और यह pi बॉन्ड को चुनता है तो आपके पास यहाँ क्या है मेरे पास यह रेजोनेंस संरचना है मैं इसे फिर से यहां वापस रख सकता हूं और मैं इस तरह के रोटेशन को जारी रख सकता हूं लेकिन जब हम रेजोनेंस संरचनाएं बनाते हैं तो कृपया याद रखें कि कार्बन सीधा इलेक्ट्रॉन को स्वीकार नहीं कर सकता हैइलेक्ट्रॉन की नई जोड़ी को स्वीकार करने के लिए इसे एक बॉन्ड को तोड़ना होगा अब हम एक उदाहरण लेते हैं फिर से आपके पास इस विशेष अणु के लिए रेजोनेंस संरचनाएं हैं अब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे सकता है और इस वजह से कार्बन डबल बॉन्ड से अपने pi बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को हिला सकता है यहइस विशेष संरचना को जन्म देगा सहीमैं ऐसा करना जारी रख सकता हूंयह विशेष इलेक्ट्रॉन जोड़ी यहां जा सकती है और वह ऊपर जा सकती है और आप इस संरचना का निर्माण कर सकते हैं आप फिर से लोन पेयर को वापस ला सकते हैं और रिवर्स दिशा में जा सकते हैं इसलिए जब आप नाइट्रोजन से शुरू करते हैं या मैं दूसरे छोर से इस ऑक्सीजन से शुरू कर सकता हूं मैं यहां फिर से इस अणु को बना रहा हूंतोयहाँ ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी हैजिसेयहाँ स्थानांतरित किया जा सकता है और यह यहाँ जाता है ठीक है यह संभावनाओं में से एक संभावना है फिर से मैं एक और संरचना तैयार कर सकता हूं जैसे कि यह यहां जा सकता है और यह ऊपर जाता है इसलिएमेरेपास यहां इस विशेष अणु के लिए सभी संभव रेजोनेंस संरचनाएं हैं और जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जा रहे हैं तो सुनिश्चित करें किडबलबॉन्ड कहाँहैं क्या वे सभी रेजोनेंस संरचनाओं में मौजूद हैं या क्या वेकेवल कुछ रेजोनेंस संरचनाओंमें मौजूद हैं तो आपको एक आंशिक रेखाखींचनी होगी ठीक है आइए हम इस इमीडाज़ोल अणु को यहाँ बनाते हैंइमीडाज़ोल में याद रखें कि मैं इस लोन पेयर को रिंग में दे सकता हूं जिससे इस नाइट्रोजन को सकारात्मक रूप से चार्ज किया जा सके इसलिएहमेशा फॉर्मल चार्ज को रखना याद रखें यह बहुत महत्वपूर्ण हैकिहम अपने फॉर्मल चार्ज को न भूलें नतीजतन यह कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन पर स्थानांतरित कर दिया जाता है मैं इसे आगे बढ़ाना जारी रख सकता हूं मैं इसे यहां रख सकता हूंऔरयह इलेक्ट्रॉनों को यहां वापस ले जाएगा जिससे यह विशेष संरचना बन जाएगी ठीक है तो आप कई अणुओं की रेजोनेंस संरचनाओं को बना सकते हैं यहां आपके पास एक एनोलेट आयन है आप इसे ऐसे बना सकते हैं कि कार्बन के लोन पेयर कोकार्बोनिल समूह कीओर धकेला जा सके और आपके पास यह विशेष रेजोनेंस संरचना होगी सही तो ये सब संभव है और आप आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें बना सकते हैं अब हम जल्दी से रेजोनेंस हाइब्रिड को रिवाइज करते हैं इसलिए उदाहरण के लिए अगर मैं इस एनोलेट आयन के रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाना चाहता हूं तो मुझे उन बॉन्ड की तलाश करनी चाहिए जो स्थिर हैं जो बॉन्ड नहीं बदलते हैं यह सिग्मा बॉन्ड संरचना जो कि सभी रेजोनेंस संरचनाओं मैं नहीं बदलती अब मैं वहां आंशिक रेखाएं खींचूंगा जहां केवल कुछ संरचनाओं में डबल बॉन्ड हैं सभी संरचनाओं में नहीं तो कार्बन ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन कार्बन के बीच एक आंशिक रेखा है आप अपने द्वारा दिए गए लोन पेयर को भी देख सकते हैं और आपने पार्शियल चार्ज दिया है क्योंकि ऑक्सीजन पर कुछ संरचनाओं में नकारात्मक चार्ज है और कुछ में नहीं जहां एक कार्बन पर पहली संरचना नकारात्मक चार्ज होता है लेकिन दूसरी संरचना में नहीं तो हम इन दोनों परमाणुओं पर डेल्टा नकारात्मक चार्ज देने वाले हैंमेरा रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह दिखता है ठीक है अब हम इसे इस अणु के लिए बनाते हैंयह एक बेंजीन की रिंग है इसलिए हमारे पास घूमाने के लिए बहुत सारे चार्ज हैं अब इस विशेष अणु में याद रखें कि कार्बन जिसे बेंजीन की रिंग से जोड़ा जाता है उस पर सकारात्मक चार्ज होता है यह एक कार्बोकेटायन है इस मामले में हमें इलेक्ट्रॉनों को रिंग से वापस कार्बन की ओर ले जाना होगा ठीक है हम यहाँ इन इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने जा रहे हैं ठीक है तुम्हें बस कहना है कि1 2 3 4 5 6 जैसे ही कार्बन 1 और 2 के बीच के इलेक्ट्रॉन बाहरी कार्बन की तरफ जाने लगते हैं तो कार्बन नंबर 2 पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है क्योंकि इसका बॉन्ड टूट गया है तो जिसके परिणामस्वरूप इसे सकारात्मक चार्ज मिलता है अगले मामले में जब कार्बन नंबर 3 4 का डबल बॉन्ड चलता है तो यहकार्बननंबर 2 और 3 पर आ जाता है तो अब कार्बन नंबर 4 पर सकारात्मक चार्ज होगा हमेशा यह सोचें कि कौन सा कार्बन है जिसने बॉन्ड खो दिया है ठीक है तो जब कार्बन संख्या34 उस स्थिति से 2 से 3 तक चलती है3 वास्तव में सिर्फ अपने एक बॉन्ड को स्थानांतरित कर रहा है लेकिन कार्बन 4 यहां वास्तव में एक बॉन्ड खो देता है जिससे सकारात्मक चार्ज मिलता है मैं ऐसा कर सकता हूं मैं एक और संरचना तैयार कर सकता हूं और अब कार्बन नंबर 6 को सकारात्मक चार्ज मिलेगा तोये सभी संभव संरचनाएं हैं मैं इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को धक्का देकर पहली संरचना में वापस जा सकता हूं एक बात देखिए जो मैं हमेशा याद रखना चाहता हूं वह यह है कि जब आप रेजोनेंस संरचनाओं को बना रहे हैं तो कृपया एक बार में दो से अधिक रेखाएँ न खींचे या एक बार में दो से अधिक तीरों को ने घूमाए इससे अत्यधिक भ्रम होता है इसलिए एक बार में सिर्फ दो कदम करना ज्यादा बेहतर है और इस तरह आप एक रेजोनेंस संरचना पर चूक नहीं करते हैं इसलिए विशेष रूप से जब हमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना होता है यदि आप किसी विशेष रेजोनेंस संरचना को याद करते हैं तो आपका हाइब्रिड अधूरा दिखने वाला है इसलिए एक समय में केवल दो तीरों को धकेलना बेहतर है और इससे अधिक नहीं तो अब मैं इस विशेष परमाणु के हाइब्रिड को बनाना चाहता हूंअब मैं इस विशेष अणु का हाइब्रिड बनाना चाहता हूं और फिर हम देखें 1 2 3 4 5 6 ये ऐसेबॉन्ड हैंजो वास्तव में नहीं बदलते हैं कार्बन हाइड्रोजन को हमने यहां नहीं बनाया है अब हम पाई बॉन्ड को देखते हैं तोपाई बॉन्ड 1 और 6 के बीच में हैंयह रेजोनेंस संरचनाओं में से कुछ में है और कुछ में नहीं है तो यहां एक आंशिक लाइन होगी इसी तरह से कार्बन 1 और 2 के बीच पाई बॉन्ड के लिए होगा तो यह पहली संरचना में मौजूद है लेकिन यहदूसरी संरचना में अनुपस्थित है तो यहां एक आंशिक लाइन होगी उसी तरह अगर आप कार्बन और कार्बन के बीच पाई बॉन्ड को देखें तो सभी जगह आंशिक रेखा होगी जिसे मैंनेइस नीले रंग के साथ दिखाया है इसलिए सिस्टम वास्तव में कंजुगेशन में है मतलब डबल बॉन्डरेजोनेंस हाइब्रिडमेंआपसमेंइस तरह बदलते रहते हैं कि सभी पर एक समय में आंशिक रूप से उपस्थित होंगे अब हम सकारात्मक आवेशों को देखते हैं तो पहली रेजोनेंस संरचना में बेंजीन रिंग के बाहर मौजूद कार्बन पर सकारात्मक चार्ज है जबकि दूसरे में चार्ज दूसरी कार्बन पर चलता हैतीसरे में यह चौथे कार्बन पर चलता है और फिर यहछठे कार्बनपरचलता हैऔर यह है कि यह चारों ओर घूम रहा है ठीक है इसलिए जब मैं एक आंशिक सकारात्मक चार्ज देना चाहता हूं तो मुझे उन कार्बन को देखना है जिन पर सकारात्मक चार्ज है तो इस मामले में यहाँ इस CH2 पर डेल्टा सकारात्मक होगाकार्बन संख्या 2 4 और 6 पर डेल्टा सकारात्मक चार्ज होगा तो यह सभी डेल्टा पॉजिटिव कार्बन हैं यदि आप किसी भी रेजोनेंस संरचनाओं में देखते हैं तो आपके पासतीसरेऔर पांचवें कार्बन या पहले कार्बनपर सकारात्मक चार्ज नहीं है इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड में भी हमउन कार्बन पर आंशिक सकारात्मक चार्जनहींडालनाचाहते हैं तो 1 3 और 5 में चार्ज नहीं है बाकी अणुओं का रेजोनेंस हाइब्रिड में आंशिक सकारात्मक होगा तोरेजोनेंस हाइब्रिड केप्रतिसमानतायह है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो मौजूद है लेकिनरेजोनेंस संरचनाओं में स्वयं के रूप में मौजूद नहीं है तो यह एक गैंडा रखने जैसा है तो गैंडे का एक सींग है और उनके पास बहुत मोटी त्वचा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि गैंडे ड्रेगन के संयोजन के समान होते हैं जिनकी त्वचा बहुत मोटी होती है और यूनिकॉर्न होता है जिसमें एक सींग होता है ठीक लेकिन यूनिकॉर्न और ड्रेगन दोनों ही तरह के फीनिक्स आंकड़े हैं और वे वास्तव में मौजूद नहीं हैं लेकिन राइनो जो दोनों का एक संयोजन है वास्तव में मौजूद है इसलिए आप एक रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में सोचना चाहते हैं यह वही है जो यह है और इन व्यक्तिगत रेजोनेंस संरचनाओं के रूप में नहीं है तो आइए हम कुछ और उदाहरणों पर ध्यान दें यहाँ हमारे पास एक एमाइड है इस एमाइड में नाइट्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है और हम वास्तव में एक ओवरलैप कर सकते हैं जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन एक डबल बॉन्ड बनाते हैं और ऑक्सीजन और कार्बन एक एकल बॉन्ड बनाते हैं तो एमाइड बॉन्ड जो प्रकृति में मौजूद हैं कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में बहुत अधिक डबल बॉन्ड करैक्टर है क्योंकि यहां रेजोनेंस संरचना काफी स्थिर है यदि आप इसके बारे में सोचते हैं क्योंकि प्रत्येक तत्व का ऑक्टेट वास्तव में पूर्ण है और कार्बन नाइट्रोजन ओवरलैप भी एक तरह से अधिक है तो आपके पास यह है कि एमाइड्स इस विशेष रेजोनेंस योगदान कर्ता का एक अच्छा रेजोनेंस योगदान भी दर्शाता है और वास्तव में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक आंशिक डबल बॉन्ड विशेषता दिखा सकता है अगला सवाल वास्तव में अणु के लुईस संरचनाओं को बनाने के बारे में बात करता है इसलिए मैं उनमें से कुछ करने वाला हूं हमें पहला उदाहरण करना है H2SO4 जो एक आम खनिज एसिड है इसलिए जब हम H2SO4को देखते हैं तो लुईस संरचनाओं को बनाते समय पहला कदम यह है कि हम इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या की गणना करते हैं तो इस विशेष अणु के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हाइड्रोजन के लिए 2 है सल्फर के लिए 6 और ऑक्सीजन के लिए 6लेकिन मेरे पास 4 ऑक्सीजन हैं इसलिए 6 में 4 यानी 24यह मुझे कुल 32 इलेक्ट्रॉन देगा ठीक है 32 इलेक्ट्रॉनों का अर्थ है मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं ठीक है इसलिए अब जब मैं संरचना तैयार करता हूं तो मुझे 16 इलेक्ट्रॉन जोड़े को अणु में भरना होगा अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो आगे हम अणुओं का एक स्केलेटन बनाना चाहते हैं जिसमें की स्केलेटन के केंद्र पर अधिकतम बॉन्ड उपस्थित हो इसलिए हम सल्फरकोबीचमें लाना चाहते हैं क्योंकि सल्फर वास्तव में अपने ऑक्टेट का विस्तार कर सकता है और फिर मैं 2 ऑक्सीजन के साथ या 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूं और इनमें से 2 अन्य ऑक्सीजन के मैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूं तो यह मेरा स्केलेटन है यही कारण है कि हमने ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन के बॉन्ड को चुना क्योंकि मुझे पता है कि H2SO4एक एसिड है और आपको एक प्रोटॉन की आवश्यकता हैइसलिए इसे ऑक्सीजन के साथ संलग्न करने की आवश्यकता होती है ताकि एसिड बेस प्रतिक्रिया में इसे आसानी से हटाया जा सके लेकिन ऐसा तब भी है जब आपके पास ऐसा नहीं था कि आप अभी भी एक और संभव संरचना तैयार कर सकेंलेकिन यह वह है जिस पर मैं अभी काम करने वाला हूंयह हमारी स्केलेटन संरचना है अब अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जोड़े हैं तो हमारे पास 1 2 345 6 हैजिनका हमने अब तक उपयोग किया है हमें 10 और इलेक्ट्रॉन जोड़े का उपयोग करना होगा दोनों हाइड्रोजन ने अपनी वैलेंसी को पूरा किया हैयदि आप वास्तव में 2 आक्सीजन के बारे में सोचते हैं कि यहां औरयहां हैंजो इन हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं तो उन्होंने अपनी वैलेंसी को भी संतुष्ट किया हैवे दो बॉन्ड बना रहे हैं फिर इन दो अन्य ऑक्सीजन को हमें वास्तव में उनकी वैलेंसी में भरने की आवश्यकता है इसलिएमैं उस बॉन्ड को बनाने के लिए यहां दो इलेक्ट्रॉन जोड़े देने वाला हूं ठीक है अब क्या ऐसा है कि प्रत्येक परमाणु का अष्टक पूरा हो गया है जवाब अभी भी नहीं है क्योंकि हमें अभी लोन पेयर रखने हैं इसलिए अभी जो मैंने उपयोग किया है वह 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं अब मुझे दो और लगाने की जरूरत है तो मैं उन्हें यहाँ यहाँ यहाँ और यहाँ डाल रहा हूँ यह वास्तव में सभी तत्वों की वैलेंसी और ऑक्टेट नियम को संतुष्ट करता है तो आपके पास यहां H2SO4की संरचनायह है सही तो हमने वास्तव में अणुओं का ध्यान रखा है जैसे कि हमने सभी 16 इलेक्ट्रॉन जोड़े का उपयोग किया है और हमने अणुओं में प्रत्येक परमाणु के लिए ऑक्टेट भी पूरा किया है यह H2SO4की संरचना है अब हम एक और यौगिक करते हैं जो NaN3 है तो सोडियम एज़ाइड का उपयोग बायो लैब में भी किया जाता है तो आइए अब हम सोडियम एज़ाइड की लुईस संरचना को देखें इसलिए जब भी हमारे पास एकआयनिकयौगिक होता है तो हम पहले इसे चार्ज देते हैं इसलिए यह Naऔर N3 या एजाइड आयन सही होगा इसलिएअबहमजोकरने जा रहे हैंवह है किहम एजाइड आयन को देखें और उसकी संरचना का पता लगाएं नाइट्रोजन में सबसे बाहरी शेल या वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 5 में 3 है जो 15 सही है लेकिन उस नकारात्मक चार्ज को याद रखें जिसे एक और इलेक्ट्रॉन के लिए जोड़ा जा सकता है तो फिर आपके पास 16 इलेक्ट्रॉनों मौजूद हैं जो 8 इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को जन्म देंगे ठीक है अब जब मैं एजाइड आयन बनाना चाहता हूं तो मैं इसे ऐसे देख सकता हूं कि नाइट्रोजन 3 प्रकार के हैं कोई अन्य परमाणु नहीं है इसलिए कंकाल संरचना बनाना बहुत आसान हैयह3नाइट्रोजन हैलेकिन यह वास्तव में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े है तो अब हम दो और डालते हैंताकिचार इलेक्ट्रॉन जोड़े हों अब हम पाँचवाँ छठा सातवाँ और आठवाँ भाग रखते हैं तो मैंकंकाल संरचना को इस तरह बना सकताहूं इसलिए हमने सभी आठ इलेक्ट्रॉन जोड़े का ध्यान रखा हैलेकिनअगर आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं कि फॉर्मल चार्ज क्या हैसही याद रखें हम हमेशा फॉर्मल चार्ज के बारे में सोचना चाहते हैं मध्य नाइट्रोजन यह चार सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ठीक है इसलिए यदि आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं तो इसकी वैलेंसी 5 माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो इसे साझा कर रहे हैं ठीक है तो नाइट्रोजन वास्तव में कितने इलेक्ट्रॉनों से जुड़ा है उनमें से केवल चारइसलिए हमारे पास 5 माइनस 4 है ठीक है तो इस विशेष नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज प्लस 1 होगामध्य नाइट्रोजन का सकारात्मक चार्ज होगा अब यदि आप इस अन्य नाइट्रोजन को यहाँ देखें तो 5 जो कि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या है माइनस लोन पेयर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो 2 से विभाजित होने वाले जोड़े में हैं जो 2 होगा इसलिए यह कुल माइनस1होगा इसलिए अन्य नाइट्रोजन का वास्तव में माइनस 1 का चार्ज है सही है तो आपकेपासयहां वास्तव मेंक्याहै कि सोडियम एज़ाइड में यह विशेष रूप से लुईस संरचना ठीक हैजबकि दोनों एजाइड समूह के बाहर नाइट्रोजन का नकारात्मक चार्ज किया जाता हैआंतरिक नाइट्रोजनकोसकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है और अगर आप वास्तव में अणु के बारे में सोचते हैं तो आपके पास सोडियम और एज़ाइड के बीच एक आयनिक बॉन्ड है आइए एक और उदाहरण लेते हैं जो BH3 का है तो यह वास्तव में बहुत सरल है क्योंकि बोरोन की सबसे बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर से 3हाइड्रोजन यह 6 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े है तो अब हम बोरोन के रूप में केंद्रीय परमाणु डालते हैं यह 3 हाइड्रोजेन के साथ 3 बॉन्ड बनाने जा रहा है इसलिए अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है और अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो हम अपने तीन इलेक्ट्रॉन जोड़े का उपयोग कर रहे हैं लेकिन इस बारे में सोचें कि क्या इस अणु के प्रत्येक परमाणु में ऑक्टेट पूरा है इसकाजवाबनहीं है बोरोन के यहाँ केवल 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 3 B H बॉन्डस यहाँ बोरोन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए जब यह विशेष अणु रासायनिक प्रतिक्रियाओं में प्रतिक्रिया करता है तो आप वास्तव में क्या देखते हैं कि BH3ऐसा है कि बोरोन अन्य अणुओं से इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करने के लिए तैयार है और यहां बोरान वास्तव में लुईस एसिड के रूप में कार्य करता है तो यह भी कुछ है जो आपने पहले सीखा होगा लुईस एसिड और लुईस बेस तो लुईस एसिड एक अणु है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी को स्वीकार करता है और इस तरह कि उन्हें उस विशेष इलेक्ट्रॉन जोड़ी के लिए रिक्त स्थान स्वीकार किया जाना है बोरोन यहां इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी को स्वीकार कर सकता है और वास्तव में हम BH3और NH3 केबीच प्रतिक्रिया लिखें तो BH3जो कि हमारा लुईस एसिड है और अमोनिया जो हमारा लुईस बेस है इसलिए यहां लुईस बेस अमोनियाकोअपने इलेक्ट्रॉनों को बोरॉन की ओर रखा जाता है क्योंकि वहाँ एक रिक्ति हैबोरॉन वास्तव मेंइसके चारों ओर8इलेक्ट्रॉनचाहताहै तो जो वृद्धि देता है वह नाइट्रोजन और बोरोन के बीच एक समन्वय बॉन्ड है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन वास्तव में नाइट्रोजन से आ रहे हैं और बोरॉनबॉन्ड की ओर किसी भी इलेक्ट्रॉन का योगदाननहींकर रहे हैं तो अब आपके पास क्या है क्या यह विशेष यौगिक है जो एक लुईस एसिड लुईसबेसकॉम्प्लेक्स है जो बनता है जबहमएसिड और बेस के अध्याय पर जाते हैंतोहमलुईस एसिड और बेस पर नज़र रखने वाले हैं लेकिन मैंने सोचा कि लुईस संरचना के लिए एक उदाहरण शामिल करना अच्छा होगा जिसमें केंद्रीय परमाणु वास्तव में इलेक्ट्रॉन की आवश्यक संख्या ओकटेट से कम है ठीक है आइए हम अंतिम उदाहरण लेते हैं जो कि C3H6O है ठीक है जब भी हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड होता है तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जोड़े की संख्या ज्ञात करते हैं जो हमारे पास हैं ऐसा करने के लिए हम पहले सिस्टम में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करते हैं तो कार्बन के लिए हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन हैं और मेरे पास इनमें से 3 कार्बन प्लस हाइड्रोजन हैंहमारे पास 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉनों के साथ एक ऑक्सीजन है तो आपके पास यहां क्या है 12 प्लस 6 प्लस 6 है जो कि 24 इलेक्ट्रॉन है ठीक है अब यदि आप 24 इलेक्ट्रॉनों की गणना करते हैं तो आपके पास जो 12 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं ठीक है तो हमारे पास इसके चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं अब यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो आइए हम एक कंकाल बनाते हैं जैसे कि 3 कार्बनएकपंक्तिमेंएकतरह से हैं ठीक है और आप 6 हाइड्रोजन बना सकते हैं जैसे कि वे यहां एक बॉन्ड बना रहे हैंमध्यम कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है यदि आप वास्तव में इस कंकाल की संरचना को देखते हैं तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन जोड़े सही का ख्याल रखा है तो यदि आप वास्तव में देखते हैं कि हमने 9 इलेक्ट्रॉन जोड़े का ध्यान रखा है और हमारे पास डालने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं और उन3इलेक्ट्रॉन जोड़े वास्तव में ऑक्सीजन कार्बन औरउस ऑक्सीजन पर2लोन पेयर केबीच एक दोहरे बॉन्ड के रूप में जा सकते हैं यह वास्तव में प्रत्येक तत्व के लिए ऑक्टेट नियम का ख्याल रखता हैयह हमारे 12 इलेक्ट्रॉन जोड़े को भी पूरा करता है लेकिन याद रखें कि यह एकमात्र संरचना नहीं है जो संभव है तो अब हम एक और संरचना तैयार करते हैं जो वास्तव में नियमों को पूरा करेगी तो अब मैं इलेक्ट्रॉन दो के बीच रख सकते हैं यह भी एक मान्य लुईस संरचना है क्योंकि अभी भीपरमाणु काओकटेट पूरा है और सभी परमाणुओं के लिए वैलेंसी सही हैयह एक वैध संरचना है मैं आपको एक और बताऊंगा तो अब मैं करसकता हूँठीक है यह भी एक वैध संरचना है तो हम और अधिकलुईस संरचना लिख सकते हैं जिसमें आक्सीजन रिंग बनाता है तो बहुत सारे संभावित तरीके हैं जिनसे आप वास्तव में इस विशेषअणुऔर इसकी संरचना कोबना सकते हैं इसका कारण यह है कि मैं इन सभी संभावनाओं पर क्यों जाना चाहता हूं जब आप लुईस संरचनाओं को देख रहे हैं तो आप एक ऐसे समाधान तक पहुंच सकते हैं जो बहुत तार्किक लगता है जो सभी मानदंडों को फिट करता है और वास्तव में यह एक सही जवाब हो सकता है आप सभीकी जरूरतहै तो आपका जवाब सही है या गलत है कि सभी इलेक्ट्रॉन हैं की पहचान करने के क्रम में जांच करने के लिएजोड़ेको संतुष्टपरिसर में सभी परमाणुओं ने ओकटेट नियम को पूरा किया है और साथहीआपने उन औपचारिक शुल्कपरभीध्यान दिया है जो अणु में हो सकते हैं आप वास्तव में कई संभावित समाधानों तक पहुंच सकते हैं और उनमें से प्रत्येक सही होगा अब यह पता लगाने के लिए कि इन सभी में से कौन सा सही अणु है मुझेकुछ रासायनिक परीक्षण करनेपड़ सकतेहैं इसलिए उदाहरण के लिए यदि यह कीटोन है तो एसीटोन की तरह जोवहांदिखाया गयाहै यह कीटोन की प्रतिक्रियाओं को करेगा या यदि यह एक शराब है जिसे हमने दूसरीबारमें बनाया है तोयह अल्कोहल की प्रतिक्रियाएं करेगायदि यह एक एपॉक्साइड है तो यह एपॉक्साइड की प्रतिक्रिया करेगा तो बस आणविक सूत्र के आधार पर आप अभी भी कई संभावित परिणामों तक पहुंच सकते हैंऔर आपको पहचानने के लिए रासायनिक परीक्षण करना होगा कि कौन सा सही उत्तर है ठीक है तो यह पहला सप्ताह था हम अगले सप्ताह हमारे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के साथ मिलेंगे जो कि अल्केन्स की रसायन विज्ञान है